स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों के साथ नोडल विश्लेषण अब तक हमने नोडल विश्लेषण का अध्ययन किया हैजो परिपथ के समीकरण को निर्धारित करने का एक व्यवस्थित तरीका हैऔर मैट्रिक्स व्युत्क्रम का उपयोग करके हमने नोडल वोल्टेज चर को हल किया है सर्किट में अब बाधा यह है कि हमने अब तक जो कुछ भी अध्ययन किया है वह स्वतंत्र धारा स्रोतों और प्रतिरोधों वाले सर्किट पर लागू होता है हमारे पास सर्किट में अन्य घटक हो सकते हैं जैसे कि स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत और नियंत्रित स्रोत भी तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह उन मामलों में नोडल विश्लेषण उपयोग को अपनाने जा रहे हैं नोडल विश्लेषण के लिए प्रतिरोधों और केवल स्वतंत्र प्रवाह स्रोतों के साथ सर्किट का मामला सबसे आसान है लेकिन इसका उपयोग दूसरों के लिए थोड़ा सा ट्वीक के साथ किया जा सकता है तो आइए इस सर्किट को लेते हैं जिसमें वोल्टेज स्रोत होता है यह उस सर्किट के समान है जिसे हमने पहले इस्तेमाल किया था सिवाय इसके कि एक प्रतिरोधक को वोल्टेज स्रोत से बदल दिया जाता है तो हमने क्या किया जब हमने नोडल विश्लेषण किया हमने प्रत्येक नोड लिया हमेशा की तरह मैं इसे संदर्भ नोड में परिभाषित करूंगा और ये वोल्टेज V1 V2 और V 3 की सेवा करते हैं अब हमने हर नोड को देखा और उस नोड को हमने KCL समीकरण लिखा जिसमें उस नोड से बहने वाली धाराओं को उस नोड में इंजेक्ट किए जा रहे स्वतंत्र करंट के बराबर दिखाया गया था अब हमारे पास वोल्टेज स्रोत होने पर क्या समस्या है स्पष्ट रूप से हमें I 1 1 प्लस I 1 2 लिखना होगा जो कि यहां धकेले जा रहे करंट के बराबर है जो कि I 1 है यहाँ समस्या यह है कि हम इस I 1 से करंट को वोल्टेज स्रोत के माध्यम से वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज से संबंधित नहीं कर सकते हैं अब अगर हमारे पास एक अवरोध है और मान लें कि मेरे पास अवरोध के दोनों छोर पर V 1 और V 2 है तो अवरोध के पार वोल्टेज V 1 माइनस V 2 है यह मुझे यह बताने के लिए पर्याप्त है कि ओम के नियम से करंट क्या है वह करंट V 1 माइनस V 2 होगा जिसे R से विभाजित किया जाएगा जहां R अवरोध का मान है दूसरी ओर यदि आपके पास V 1 और V 2 के दोनों सिरों पर वोल्टेज स्रोत है तो निश्चित रूप से वोल्टेज स्रोत का वोल्टेज V 1 माइनस V 2 है इन दो वोल्टेज के लिए V 1 और V 2 होना चाहिए अब वोल्टेज स्रोत के माध्यम से इस धारा और वोल्टेज स्रोत में वोल्टेज के बीच कोई संबंध नहीं है वास्तव में वोल्टेज स्रोत की परिभाषा यह है कि यह दिए गए वोल्टेज को बनाए रखता है भले ही इसमें से कोई भी करंट प्रवाहित हो इसलिए आप वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज से वोल्टेज स्रोत के माध्यम से करंट का निर्धारित नहीं कर सकते एक वोल्टेज स्रोत में करंट जो कुछ भी बाहरी बाधा से जुड़ा होता है उससे निर्धारित होता है इसलिए जब मैं नोड 1 के लिए अपना समीकरण लिखता हूंमैं लिखूंगा I 1 1 जोड़ I 1 2 बराबर I 1 मैं I11 बेशक V1 विभाजित R11 हैलेकिन I 1 2मुझे नहीं पता कि हम इसे वोल्टेज और तत्व संबंध के संदर्भ में व्यक्त नहीं कर सकते इसलिए मुझे I 1 2 को जैसा है वैसा ही रखना होगा यह अभी भी एक चर है और यही समस्या नोड 2 के साथ भी होती है मूल रूप से वोल्टेज स्रोत नोड 1 और नोड 2 के बीच जुड़ा होता है इसलिए फिर से नोड 2 पर मुझे I 22 जमा I 13 घटा I 12 लिखना होगा क्योंकि मैं नोड से बहने वाली सभी धाराओं को शून्य के बराबर ले रहा हूं तो हम क्या करते हैंतो आपने देखा कि फिर से वोल्टेज स्रोत नोड 1 और नोड 2 के बीच जुड़े हुए हैं और नोड 1 में यह I12 धनात्मक चिह्न के साथ प्रकट होता है और नोड 2 में यह ऋणात्मक चिह्न के साथ दिखाई देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस दिशा में I 1 2 लेते हैंहम इस तरह या बाईं ओर ले सकते थे लेकिन नोड समीकरणों में से एक में इसे नोड में धकेला जा रहा है और इसे बाईं ओर से घटाया जाएगाऔर दूसरे नोड के लिए इसे नोड से दूर खींच लिया जाएगा यह नोड से दूर बह जाएगा और इसे बाईं ओर जोड़ा जाएगा तो स्पष्ट रूप से हम अपने समीकरणों में इस I 1 2 का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें इसे खत्म करना होगा और हम नोड्स 1 और 2 के समीकरणों को मिलाकर ऐसा कर सकते हैं Refer Slide Time 0614 आइए उस पर नजर डालते हैं तो मैं फिर से I 1 2 को उसी तरह ले जाऊँगा और नोड 1 के लिए मैं लिखूंगा V 1 गुना G 1 1 जोड़ I 1 2 बराबर I 1नोड 2 के लिए मैं लिखूंगा माइनस I 1 2 प्लस करंट R 2 2 के माध्यम से जो V 2 गुना G 2 2 प्लस करंट R 1 3 के माध्यम से हैजो मूल रूप से आपको V 2 गुना G 1 3 ऋण V 3 गुना G 1 3 बराबर 0 देता है अब अगर मैं इन दो समीकरणों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगायह I12 चला जाता है और हमारे पास V 1 गुना G 1 1 लाभ V 2 बार G 2 2 लाभ G 2 3 ऋण V 3 गुना G 1 3 होगा जो 0 के बराबर होगा इसलिए हमने नोड्स 1 और 2 के लिए समीकरण को एक ही समीकरण में जोड़ दिया है और हमें वोल्टेज स्रोत में अज्ञात करंट की यह समस्या नहीं है क्योंकि वोल्टेज स्रोत में अज्ञात करंट नोड 1 से नोड 2 तक जा रहा है यह नोड 1 के समीकरण में प्लस चिह्न और ऋण चिह्न के साथ दिखाई देता है नोड 2 के समीकरण में और जब मैं उस 2 समीकरण को जोड़ता हूं तो रद्द हो जाता है इसलिए हमने अवांछित चर से छुटकारा पा लिया लेकिन अब समस्या यह है कि हमने एक समीकरण खो दिया है इससे पहले I के तीन चर V 1 V 2 V 3 थे और I के तीन समीकरण KCL नोड 1 2 और 3 पर थे लेकिन अब मैंने नोड 1 और 2 के समीकरणों को एक ही समीकरण में जोड़ दिया है इसलिए दो समीकरणों के बजाय मेरे पास 1 और 2 दोनों नोड्स के लिए केवल एक है लेकिन मेरे पास वोल्टेज स्रोत की बाधा है जिससे मुझे लापता समीकरण मिलता हैमतलब मैंने 1 समीकरण खो दिया है क्योंकि मैंने नोड्स 1 और 2 के लिए KCL समीकरण जोड़ा हैदूसरी ओर मुझे यह भी पता है कि यह वी 0 V 1 और V 2 को बाधित करेगा इसका मतलब है कि V 1 माइनस V2 V 0 के बराबर है तो यह वोल्टेज स्रोत समीकरण है इसलिए मेरे पास लापता समीकरणों के स्थान पर यह वोल्टेज स्रोत समीकरण है तो मेरे तीन समीकरण क्या हैं अब मेरे पास नोड्स 1 और 2 के लिए एक संयुक्त समीकरण है जो वे नोड हैं जिनके बीच वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है तो मेरे पास V 1 गुना G 1 1 जोड़ V 2 गुना G 2 2 जोड़ G 2 3 ऋण V 3 गुना G 1 3 बराबर I 1 है नोड्स 1 और 2 के लिए मेरे तीन समीकरण क्या हैं जिनके बीच वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है मेरे पास एक एकल समीकरण है जो V 1 बार G 1 1 जोड़ V 2 गुना G 2 2 जोड़ G 2 3 ऋण V 3 गुना G 2 3 बराबर है I 1 और नोड 3 के लिए मेरे पास पहले जैसा ही समीकरण है और नोड 3 के लिए मेरे पास पहले जैसा ही समीकरण है तो V3 समय G 23 जोड़ G 33 ऋण V 2 गुना G 23 बराबर I 3 है और अंत में मेरे पास वोल्टेज स्रोत समीकरण ही है जो कि V1 माइनस V2 V के बराबर है वोल्टेज स्रोत का मान नहीं है तो फिर से मेरे पास तीन चरों में तीन समीकरण हैं तीन चर V1 V2 और V3 हैं और मैं इन तीन चर के लिए हल कर सकता हूं